आर का उपयोग करते हुए एमसीडीएम तकनीकों के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम एमसीडीएम तकनीकों के एक महत्वपूर्ण पहलू यानी संवेदनशीलता विश्लेषण के बारे में बात करने जा रहे हैं इस विशेष पाठ्यक्रम में हमने AHP अस्पष्ट AHP ELECTRE TOPSIS और VIKOR से शुरू होने वाली कई तकनीकों को शामिल किया है इन सभी तकनीकों और हमारे द्वारा अनुसरण किए गए चरणों में एक मौका है कि यदि हम इनपुट चर मानों को बदलते हैं तो इसका अंतिम परिणामों पर प्रभाव पड़ने वाला है तो हम कैसे विश्लेषण करें कि कोई विशेष जिसे आप जानते हैं मॉडल मजबूत परिणाम प्रदान कर रहा है या नहीं क्या केवल इनपुट मूल्यों में मामूली बदलाव के कारण मॉडल के परिणाम नहीं बदले जा रहे हैं तो वह सारी चर्चा इसी विषय के अंतर्गत आती है यानी संवेदनशीलता विश्लेषण आइए हम उसी पर अपनी चर्चा शुरू करें हम संवेदनशीलता विश्लेषण को कैसे परिभाषित करते हैं इसे इस अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि किसी मॉडल के आउटपुट में अनिश्चितता चाहे वह संख्यात्मक हो या अन्यथा मॉडल इनपुट में अनिश्चितता के विभिन्न स्रोतों में विभाजित की जा सकती है इसलिए हम जिस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं उसके आउटपुट में यह अनिश्चितता मॉडल इनपुट से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता के संबंध में है सवाल यह है कि मॉडल आउटपुट वास्तव में कैसे प्रभावित होता है तो यह संवेदनशीलता विश्लेषण के क्षेत्र में आता है हमने कुछ शुरुआती व्याख्यानों में संवेदनशीलता विश्लेषण के कुछ पहलुओं को शामिल किया है हालांकि संवेदनशीलता विश्लेषण का मुख्य विचार अनिश्चितता की उपस्थिति में किसी मॉडल या सिस्टम के परिणामों की मजबूती का परीक्षण करना है और इसके लिए मॉडल परिणामों पर प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए इनपुट डेटा थोड़ा भिन्न होता है अब ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जो संवेदनशीलता विश्लेषण करने के लिए उपलब्ध हैं हम सबसे लोकप्रिय या सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में बात करने जा रहे हैं यह वन एट ए टाइम दृष्टिकोण या OATOFAT दृष्टिकोण है इस दृष्टिकोण में पहला कदम एक इनपुट चर को अन्य चर को आधार रेखा या नाममात्र मूल्यों या स्थिर पर रखते हुए स्थानांतरित करना है तो यहाँ हम एक चर बदलते हैं और दूसरे को स्थिर रखते हैं फिर हम उस चर को उसके नाममात्र मूल्य पर वापस ला सकते हैं और फिर प्रत्येक अन्य इनपुट चर के लिए उसी अभ्यास को दोहरा सकते हैं तो हम यही करते हैं हम एक पैरामीटर या एक विशेष चर चुनते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं और मॉडल के आउटपुट पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं और फिर हम इस चर को उसके नाममात्र या आधारभूत मूल्य पर वापस लाते हैं फिर हम दूसरे इनपुट वेरिएबल के साथ भी यही कोशिश करते हैं इस तरह हम विश्लेषण कर सकते हैं कि कैसे मॉडल आउटपुट उन इनपुट चरों में से प्रत्येक के लिए परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है इसलिए इनपुट चर में हम जो परिवर्तन करते हैं उसके संबंध में मॉडल आउटपुट की संवेदनशीलता का विश्लेषण किया जा सकता है आइए आगे बढ़ते हैं इस दृष्टिकोण की कुछ आलोचनाएँ भी हैं महत्वपूर्ण आलोचनाओं में से एक यह है कि यह इनपुट चर की एक साथ भिन्नता को ध्यान में नहीं रखता है तो एक विशेष मॉडल कई इनपुट चर पर आधारित हो सकता है हालाँकि हम जिस दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं वह सभी चरों को एक बार में नहीं लेता है और उन सभी इनपुट चर में परिवर्तन के संबंध में मॉडल की संवेदनशीलता का परीक्षण करता है बल्कि यह एक एक करके इनपुट वेरिएबल्स को लेता है और फिर मॉडल आउटपुट पर प्रभाव का विश्लेषण करता है इसलिए यदि कुछ इनपुट चरों में निश्चित अंतःक्रिया हो रही है तो इस दृष्टिकोण के माध्यम से इसका पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि हम एक समय में एक चर ले रहे हैं अब इस दृष्टिकोण के तहत हम आमतौर पर संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए स्कैटरप्लॉट का उपयोग करते हैं एक बार जब हम अपना संवेदनशीलता विश्लेषण कर लेते हैं तो आप परिणामों का विश्लेषण करने के लिए स्कैटरप्लॉट का उपयोग करना जान सकते हैं जैसा कि मैंने संवेदनशीलता विश्लेषण के बारे में बात की यह इनपुट चर में परिवर्तन के संबंध में मॉडल के आउटपुट का विश्लेषण करने के बारे में है हम ये स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं और इन स्कैटरप्लॉट्स में हमें जो मिलता है वह संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष दृश्य संकेत है इसलिए जब एक विशेष इनपुट चर भिन्न होता है तो मॉडल के परिणाम कैसे प्रभावित होते हैं वास्तव में बदल रहा है तो हमें मॉडल की संवेदनशीलता का एक दृश्य संकेत मिलता है अब हम इस दृष्टिकोण को आर स्टूडियो में एक अभ्यास में लागू करने जा रहे हैं हम यहां जो उदाहरण ले रहे हैं वह एक खेल की दुकान का विकल्प है इस विशेष निर्णय समस्या के लिए हमारे पास चार मानदंड हैं ये मानदंड दृश्यता आवृत्ति प्रतिस्पर्धा और किराये की लागत हैं यदि कोई यह तय करना चाहता है कि उसे अपनी खेल की दुकान कहाँ खोलनी चाहिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण मानदंड हो सकते हैं क्योंकि यह भौगोलिक स्थान की पहचान की तरह है जहाँ आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तीन विकल्प हैं सिटी सेंटर शॉपिंग सेंटर और औद्योगिक क्षेत्र इन सभी विकल्पों के अपने फायदे और नुकसान हैं इसलिए हमारे पास मौजूद चार मानदंडों के संबंध में इन विकल्पों का विश्लेषण और तुलना करना महत्वपूर्ण है दुकान की दृश्यता से हमारा मतलब है कि कितने ग्राहक दुकान का पता लगाने में सक्षम होंगे फ़्रिक्वेंसी उस क्षेत्र के आसपास आने वाले लक्षित ग्राहकों की संख्या है प्रतियोगिता इस बात से संबंधित है कि क्या उसी या आस पास के क्षेत्र में कोई अन्य खेल की दुकान है अंत में किराये की लागत का मतलब है कि यदि आप एक दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको उस मोहल्ले का कितना किराया देना होगा इसलिए इन चार मानदंडों के आधार पर हम यह तय करने जा रहे हैं कि इन तीनों में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है सिटी सेंटर शॉपिंग सेंटर या औद्योगिक क्षेत्र अब सिटी सेंटर उच्च किराये की लागत के साथ एक प्रमुख स्थान है जो आमतौर पर शहर के केंद्र में स्थित होता है इसलिए शहर के केंद्र में आने वाले लक्षित ग्राहकों की आवृत्ति अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है शॉपिंग सेंटर पर नजर डालें तो इसकी अपनी विशेषताएं हैं इसमें किराए की लागत का मध्यम स्तर है और प्रतिस्पर्धा भी मध्यम स्तर पर है तो यह एक मध्यम स्तर के स्थान की तरह है फिर औद्योगिक क्षेत्र आमतौर पर शहरों के उपनगरीय क्षेत्रों में शहर के बाहर होता है किराये की लागत कम हो सकती है और प्रतिस्पर्धा भी कम हो सकती है तो इन तीन विकल्पों की अपनी विशेषताएं होने वाली हैं लेकिन यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम मानदंड के संबंध में इन विकल्पों को कैसे मापते हैं तो हम इसके लिए पारंपरिक एएचपी का उपयोग करने जा रहे हैं आप संवेदनशीलता विश्लेषण जानते हैं तो चलिए आर स्टूडियो खोलते हैं इस संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए हम जिस पैकेज का उपयोग करने जा रहे हैं वह अस्पष्ट एएचपी पैकेज है हम इस पैकेज का चयन कर रहे हैं क्योंकि अन्य दो पैकेज जिन्हें हमने एएचपी विधि के लिए कवर किया है जिस तरह से मॉडल फ़ंक्शन को परिभाषित किया गया है हम वास्तव में मानदंड भार को नहीं बदल सकते हैं इसका मतलब यह है कि यदि हम मानदंड वजन बदलते हैं तो इसे सीधे उन मॉडल कार्यों द्वारा इनपुट तर्क के रूप में नहीं लिया जाता है हालांकि फजी एएचपी पैकेज में उपलब्ध मॉडल फ़ंक्शन इनपुट वैरिएबल के रूप में मानदंड भार लेता है इसलिए मानदंड भार के लिए इनपुट चर में हम जो भी परिवर्तन करते हैं उसके प्रभाव का आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है इस कारण से हमने अपने संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए इस विशेष पैकेज का चयन किया है फिर हम दूसरे पैकेज pse का उपयोग कर रहे हैं यह हमें वह कार्यक्षमता प्रदान करता है जो एक मॉडल फ़ंक्शन को देखते हुए संवेदनशीलता विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है यह विशेष पैकेज अपने स्वयं के प्रतिबंध लगाता है कि मॉडल फ़ंक्शन कैसा होना चाहिए उस पर काबू पाने के लिए फजी एएचपी में हमें कुछ कोडिंग करनी होगी और मॉडल फ़ंक्शन के लिए रैपर लिखना होगा ताकि हम पीएसई पैकेज में मौजूदा कार्यक्षमता का उपयोग कर सकें और अपना संवेदनशीलता विश्लेषण कर सकें इसलिए जैसा कि हमने निर्णय की समस्या के बारे में बात की यहाँ लक्ष्य एक खेल की दुकान का चुनाव है हमारे पास चार मानदंड हैं दृश्यता आवृत्ति प्रतिस्पर्धा और किराए की लागत हमारे पास तीन विकल्प हैं सिटी सेंटर शॉपिंग सेंटर और औद्योगिक क्षेत्र तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्यायाम पहले हमें मापदंड की जोड़ीवार तुलना की गणना करनी होगी यहां हमारे पास चार मानदंड हैं इसलिए जोड़ीवार तुलना के लिए हमें जिस मैट्रिक्स की आवश्यकता होगी वह 4x4 है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां कोड की पहली पंक्ति में कुछ मान हैं और इन मानों का उपयोग मानदंड की जोड़ीदार तुलना के लिए किया जाएगा आइए उसी फ़ंक्शन का उपयोग करें जिसका उपयोग हम पिछले व्याख्यानों में भी करते रहे हैं अर्थात मानदंड के लिए तुलना मैट्रिक्स उत्पन्न करने के लिए मैट्रिक्स फ़ंक्शन पहला तर्क संयुक्त कार्य है सी तो दीवार सोलह मान जिनकी हमें आवश्यकता है इस फ़ंक्शन का उपयोग करके संयुक्त किया गया है और फिर हमारे पास चार पंक्तियों की संख्या और चार कॉलम की संख्या है आइए हम इस कोड को चलाते हैं और आप पर्यावरण अनुभाग में देख सकते हैं कि हमने मानदंड पीसी तैयार किया है यह मैट्रिक्स वहां है अब हम इस मैट्रिक्स के लिए उपयुक्त नाम देने जा रहे हैं इसलिए हम पंक्ति नाम और कॉलम नाम देते हैं और आप कंसोल आउटपुट में देख सकते हैं इस तरह तुलना मैट्रिक्स दिखने वाला है क्योंकि हम जिस फजी पैकेज का उपयोग करने जा रहे हैं वह वस्तुओं का अपना वर्ग है इसलिए हमें इस तुलना मैट्रिक्स को एक प्रारूप में बदलने की जरूरत है जिसे फजी एएचपी पैकेज फ़ंक्शन द्वारा समझा जा सकता है तो अब हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम इस पुस्तकालय FuzzyAHP को R वातावरण में लोड करेंगे अब यह लोड हो गया है अब हम इस पैकेज में उपलब्ध इस जोड़ीवार तुलना मैट्रिक्स फ़ंक्शन का उपयोग मानदंड के लिए एक तुलना मैट्रिक्स बनाने के लिए करने जा रहे हैं जिसका उपयोग इस विशेष fuzzyAHP पैकेज में अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है आइए इस कोड को चलाते हैं आइए इस मैट्रिक्स को प्रिंट करें पिछले व्याख्यान की तरह जहां हमने fuzzyAHP पैकेज का उपयोग किया था हम देख सकते हैं कि यह क्लास पेयरवाइज तुलना मैट्रिक्स का एक ऑब्जेक्ट है और आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर फॉर्मेट में मान पहले स्लॉट में यहां प्रदर्शित होते हैं दूसरे स्लॉट में संख्यात्मक प्रारूप में मान प्रदर्शित होते हैं और अंतिम स्लॉट में चर नाम भी यहां दिए गए हैं तो यह पैकेज आवश्यकताओं और वस्तुओं के वर्ग में थोड़ा अलग है उन्होंने वस्तुओं का अपना वर्ग बनाया है इसलिए हमें चरों को उपयुक्त प्रारूप में बदलने के लिए उनके कार्यों का उपयोग करने की आवश्यकता है अब हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम मानदंड भार की गणना करेंगे फिर से हम इस कैलकुलेटवेट फ़ंक्शन का उपयोग करने जा रहे हैं जो इस पैकेज में उपलब्ध है इसलिए जिस मैट्रिक्स की हमने अभी गणना की है उसे तर्क के रूप में पारित किया जाएगा और हम मानदंड के लिए भार प्राप्त करेंगे आइए इस कोड को चलाते हैं और वेट प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दृश्यता के लिए मानदंड भार 05845 आवृत्ति 01037 और फिर प्रतिस्पर्धा 01187 है और फिर किराए पर लेने की लागत 01931 है इसलिए हमने मानदंड भार की गणना की है आइए अब हम मानदंड दृश्यता के संबंध में विकल्पों की जोड़ीवार तुलना करने के लिए आगे बढ़ते हैं हम अन्य मानदंडों के लिए भी इसी तरह के चरणों का पालन करेंगे यहां आप फिर से देख सकते हैं कि हम मैट्रिक्स फ़ंक्शन और संयुक्त फ़ंक्शन सी का उपयोग कर रहे हैं ताकि हम मानदंड दृश्यता के संबंध में विकल्पों के लिए इन जोड़ीदार तुलना स्कोर को प्रारंभ कर सकें आइए इस कोड को चलाते हैं और हमें मैट्रिक्स मिलेगा जैसा कि यहां देखा जा सकता है अब हम विकल्पों के लिए इस तुलना मैट्रिक्स को ऑब्जेक्ट के एक वर्ग में बदलने जा रहे हैं जिसका उपयोग fuzzyAHP पैकेज के कार्यों द्वारा किया जा सकता है इसलिए हम फिर से मानदंड दृश्यता के संबंध में विकल्पों के लिए स्कोर की गणना करने के लिए जोड़ीवार तुलना मैट्रिक्स और कैलकुलेटवेट का उपयोग करने जा रहे हैं लेकिन अब प्रारूप में जो fuzzyAHP पैकेज के लिए उपयुक्त है आइए इस कोड को चलाते हैं आइए अंकों की गणना करें चलो छापते हैं अब हमें ये अंक दृश्यता मानदंड के संबंध में मिल गए हैं अब हम अन्य मानदंडों यानी आवृत्ति प्रतिस्पर्धा और किराए की लागत के लिए इसी तरह का अभ्यास करने जा रहे हैं अब एक बार जब हमें ये अंक मिल जाते हैं तो हम अपना निर्णय मैट्रिक्स बना सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं डिसीजन मैट्रिक्स में कॉलम साइड पर हमारे पास क्राइटेरिया होंगे और रो साइड पर हमारे पास विकल्प होंगे साथ ही प्रत्येक मानदंड के संबंध में इन विकल्पों का प्रदर्शन निर्णय मैट्रिक्स में होना चाहिए तो अब हम इन अंकों को निकालने जा रहे हैं जिन्हें हमने पहले दृश्यता मानदंड फिर आवृत्ति फिर प्रतिस्पर्धा और फिर किराए की लागत के संबंध में गणना की है क्योंकि जिस तरह से इन वर्गों को यहां परिभाषित किया गया है हम वजन को उनके संख्यात्मक प्रारूप में एक्सेस करने के लिए alt visibilityweightsweights का उपयोग कर रहे हैं तो यह वह संकेत है जिसका उपयोग हमें मूल्यों तक पहुँचने के लिए करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी हम यहाँ के मूल्यों में रुचि रखते हैं इसलिए हम इस विशेष कोड का उपयोग करके उस मान को निकालने का प्रयास कर रहे हैं हम अननाम फ़ंक्शन का भी उपयोग कर रहे हैं अभी हम समझते हैं कि मान उन नामों में नहीं हैं जो वहाँ दिए गए हैं इसलिए हम उन पंक्तियों के नाम और स्तंभ नामों का नामकरण कर रहे हैं जिन्हें हम निर्दिष्ट कर रहे हैं हमें इसकी आवश्यकता नहीं है और उनमें से कुछ जिन्हें आप जानते हैं उन्हें fuzzyAHP पैकेज के कार्यों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है तो हम उन चीजों को हटाने जा रहे हैं और केवल मूल्यों को निकालेंगे तो अब हमारे पास चार मानदंडों के संबंध में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4 हैं तो आइए दिए गए विकल्पों के लिए स्कोर निकालें अब एक बार जब हमारे पास विकल्पों के लिए स्कोर के ये चार कॉलम होंगे तो हम अपने निर्णय मैट्रिक्स को उत्पन्न करने के लिए इन चार कॉलमों को संयोजित करने जा रहे हैं इसके लिए हम cbind फंक्शन का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका उपयोग कई कॉलमों को बाइंड करने के लिए किया जाता है इसलिए हम अपना निर्णय मैट्रिक्स बनाने के लिए इस cbind फ़ंक्शन का उपयोग करने जा रहे हैं आइए इसे चलाते हैं अब फिर से हम कॉलम और रो को क्रमशः मानदंड नाम और विकल्प नाम के रूप में नाम देने जा रहे हैं अब हमारे पास यहां निर्णय मैट्रिक्स और कंसोल आउटपुट है आप देख सकते हैं कि कॉलम साइड में हमारे पास क्राइटेरिया के नाम हैं और रो साइड में हमारे पास वैकल्पिक नाम हैं तो आप इस मैट्रिक्स में प्रत्येक मानदंड के संबंध में इन विकल्पों के प्रदर्शन को देख सकते हैं अब हमने मानदंड भार की गणना कर ली है और हमारे पास निर्णय मैट्रिक्स भी है इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं और फ़ंक्शन कैलकुलेटएएचपी का उपयोग कर सकते हैं इस फ़ंक्शन में पहला तर्क मानदंड भार है दूसरा तर्क वह मान है जो निर्णय मैट्रिक्स है इसलिए जब हमने व्याख्यान की शुरुआत में संवेदनशीलता विश्लेषण के बारे में चर्चा की तो हमने इस सवाल पर विचार किया कि हमने संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए इस विशेष पैकेज को क्यों चुना ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉडल फ़ंक्शन कैलकुलेटएएचपी जो इनपुट तर्क के रूप में मानदंड भार लेता है कुछ ऐसा है जो अन्य पैकेजों में उपलब्ध नहीं है इसलिए हमारे लिए इन भारों इन इनपुट मानों को थोड़ा अलग करना और मॉडल आउटपुट पर प्रभाव का विश्लेषण करना आसान है तो अब हम AHP मॉडलिंग का एक सरल रन करने जा रहे हैं तो चलिए इस कोड को चलाते हैं यह आपको बताना है कि जोड़ीवार तुलनाओं को हमने आरंभ किया है हमारे द्वारा गणना किए गए मानदंडों के लिए भार और हमने जो निर्णय मैट्रिक्स की गणना की है यह हमारे मॉडल परिणाम हैं इस परिणाम के अनुसार सिटी सेंटर पहले स्थान पर है उसके बाद शॉपिंग सेंटर और उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र है तो आप देख सकते हैं कि शॉपिंग सेंटर और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मूल्य बहुत करीब हैं लेकिन सिटी सेंटर के लिए स्कोर वास्तव में उच्च तरफ है इसलिए मॉडल परिणामों को देखते हुए सिटी सेंटर सबसे अच्छा विकल्प है तो आप देखते हैं कि जब हम इस विशेष निर्णय समस्या पर चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा कि शायद शहर का केंद्र भी शहर में अपने प्रमुख स्थान के कारण अधिक महंगा होने जा रहा है हालांकि इसके बावजूद प्रदान किए गए इनपुट डेटा के अनुसार सिटी सेंटर सबसे अच्छा रैंक वाला विकल्प है अब हम अपना संवेदनशीलता विश्लेषण करने जा रहे हैं और क्योंकि हम एक एक समय के दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं इसमें हम अपने इनपुट पैरामीटर के रूप में किराये की लागत मानदंड चुनने जा रहे हैं इसलिए अन्य सभी मूल्यों को स्थिर रखते हुए हम इस मानदंड के लिए वजन बदलने जा रहे हैं और हम मॉडल आउटपुट पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे हालाँकि फ़ंक्शन में कुछ समस्या है जिसे हम pse पैकेज में इस अर्थ में उपयोग करने जा रहे हैं कि यदि हम केवल एक पैरामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो यह कई त्रुटियाँ उत्पन्न करता है यह फ़ंक्शन वास्तव में कई मापदंडों में एक साथ परिवर्तन और मॉडल आउटपुट पर प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसलिए यदि हम केवल एक पैरामीटर का उपयोग करते हैं तो हम कुछ त्रुटियों का सामना कर सकते हैं क्योंकि हम एक एक समय के दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं हम मॉडल आउटपुट पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए केवल एक चर का उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए जिस दृष्टिकोण को हम लागू करना चाहते हैं उसे देखते हुए हम विशेष रूप से पीएसई पैकेज और एलएचएस फ़ंक्शन के लिए इस समस्या को दूर करने के लिए एक डमी पैरामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो एलएचएस फ़ंक्शन वास्तव में हाइपरक्यूब उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए इस तर्क के आधार पर कि हमें इस फ़ंक्शन को पास करने की आवश्यकता है हम कुछ चर बनाने और उन्हें प्रारंभ करने जा रहे हैं तो पहला कारक है और इसका उपयोग मापदंडों को नाम देने के लिए किया जा रहा है तो हमारे पास किराए पर लेने की लागत का सिर्फ एक पैरामीटर है और दूसरा फ़ंक्शन को छिपाने के लिए डमी है आइए इसे चलाते हैं फिर आइए हम प्रायिकता घनत्व फलन और उन फलनों के लिए आवश्यक तर्कों के बारे में चर्चा करें इसलिए यहां हम समान वितरण का उपयोग कर रहे हैं और हमारे पास आर वातावरण में उपलब्ध क्वांटाइल बिल्ट इन फ़ंक्शन है इसलिए हम अपने पैरामीटर के लिए qunif फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं आइए हम इस वेरिएबल को भी इनिशियलाइज़ करें ताकि हम अपने प्रायिकता घनत्व फ़ंक्शन का चयन कर सकें फिर कुछ निश्चित पैरामीटर हैं जिनका उपयोग इस संभाव्यता घनत्व फ़ंक्शन कुनिफ द्वारा किया जाना है तो वे न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य हैं इसलिए हमने शून्य और एक के रूप में पारित किया है क्योंकि मानदंड भार शून्य और एक के बीच होना चाहिए तो यह कुछ ऐसा है जिसे हमने इनिशियलाइज़ किया है और अब हम इस कोड को चलाते हैं हम वर्तमान मूल्य को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं मॉडल परिणाम के अनुसार जो हमारे पास इस चर किराए की लागत के लिए था हमारे पास जो मॉडल परिणाम थे उसे देखते हुए हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और बाद में हम इस मान का उपयोग करेंगे तो चलिए इसे रिकॉर्ड करते हैं अब मैंने रैपर फंक्शन भी लिखा है यह रैपर फ़ंक्शन वास्तव में एक डेटा फ़्रेम प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें सभी पैरामीटर संयोजन शामिल हैं अभी हमारे पास दो पैरामीटर संयोजन हैं एक किराया लागत है और दूसरा डमी है तो डेटा फ्रेम में ये सभी पैरामीटर संयोजन होने चाहिए हालांकि अगर हम मॉडल फ़ंक्शन को देखते हैं तो हमारा मॉडल फ़ंक्शन इन संयोजनों का केवल एक सेट लेता है और मॉडल परिणाम उत्पन्न करता है इसलिए मॉडल फ़ंक्शन का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है इसलिए हमें एक रैपर फ़ंक्शन लिखने की आवश्यकता है जो एक समय में एक संयोजन के लिए मान लेता रहता है और मॉडल परिणाम उत्पन्न करता रहता है बाद में हम संवेदनशीलता का विश्लेषण करने के लिए इन रनों के मॉडल परिणामों और उत्पादन आउटपुट का उपयोग करेंगे तो यह वनरन फ़ंक्शन है जो किराए की लागत का यह मूल्य लेता है जो कि समान वितरण का उपयोग करके विविध होने जा रहा है जैसा कि हमने पहले चर्चा की है समान वितरण में मात्रा 0 और 1 के बीच क्वांटाइल फ़ंक्शन कुनिफ़ के अनुसार मूल्यों का उत्पादन किया जा रहा है और इन मानों को इस रैपर फ़ंक्शन पर पारित किया जा रहा है और हमें कई मॉडल आउटपुट मिलेंगे तो यह फ़ंक्शन कैसा व्यवहार करने वाला है सबसे पहले कैलकुलेटएएचपी फ़ंक्शन दो तर्क लेने जा रहा है एक मानदंड भार के लिए और दूसरा मूल्यों के लिए इसलिए मूल्य नहीं बदलेंगे क्योंकि एक एक समय के दृष्टिकोण में हम अन्य चर नहीं बदल रहे हैं इसलिए मूल्यों और अन्य मानदंडों के भार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो यहां आप देख सकते हैं कि हम केवल एक मूल्य बदल रहे हैं जो किराए की लागत से जुड़ा है तो इसे बदल दिया जाता है और फिर वज़न को कैलकुलेटएएचपी फ़ंक्शन पर भेज दिया जाता है और हमें मॉडल परिणाम मिलेगा आइए इस कोड को चलाते हैं अब हमारे पास मॉडलरुन फ़ंक्शन है जो वास्तव में हर बार संयोजन के इन एक सेट को पास करके इस वनरन फ़ंक्शन को कॉल कर रहा है तो यह वह फ़ंक्शन है जो वास्तव में रैपर है और यह केवल एक फ़ंक्शन को कॉल कर रहा है तो यहां हम मैपली का उपयोग कर रहे हैं और वनरन को दूसरे और तीसरे तर्कों के मूल्यों का उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है यानी किराए की लागत के संबंध में पैरामीटर 1 डमी के संबंध में पैरामीटर 2 जैसा कि आप जानते हैं कि वेरिएबल डमी कुछ नहीं करेगी और इसे सिर्फ छलावरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस वनरन में संयोजन के हर सेट को बुलाया जाएगा और मॉडल परिणाम आउटपुट का उत्पादन किया जाएगा तो चलिए इस कोड को चलाते हैं और हमें परिणाम मिल जाएगा अब हम मॉडल के लिए हाइपरक्यूब उत्पन्न करने जा रहे हैं हाइपरक्यूब का आकार 1000 है इसका मतलब है कि हम 1000 नमूने उत्पन्न करने की योजना बना रहे हैं तो वास्तव में 1000 मॉडल परिणाम तैयार होने जा रहे हैं और हम इन 1000 नमूना बिंदुओं के संबंध में परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे इसलिए जब हमने मॉडल फ़ंक्शन कहा यह अब डेटा फ्रेम स्वीकार कर रहा है और वनरुन के लिए तर्कों के संयोजन के 1000 सेट का उत्पादन किया जा रहा है और एलएचएस फ़ंक्शन का उपयोग करके पारित किया जा रहा है और फिर वनरुन परिणाम निष्पादित करेगा और उत्पादन करेगा जो दर्ज होने जा रहे हैं तो चलिए इस लाइब्रेरी को लोड करते हैं pse तो यह पैकेज अभी इंस्टाल नहीं है इसलिए पहले मुझे इस पैकेज को इंस्टाल करने दें ताकि हम फ़ंक्शन का उपयोग करने में सक्षम हो सकें इसके लिए हमें installpackages टाइप करना होगा और डबल कोट्स के भीतर हमारे पास pse टाइप होगा और यह पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और फिर हम LHS फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं जो इस पैकेज में उपलब्ध है इस पैकेज एलएचएस में हम इस मॉडल फ़ंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं जो वास्तव में मूल मॉडल फ़ंक्शन कैलकुलेटएएचपी के लिए एक रैपर है तो इसे कहा जा रहा है और इनपुट पैरामीटर यानी किराए की लागत विविध होने जा रही है और आउटपुट रिकॉर्ड किया जाएगा और हम हाइपरक्यूब उत्पन्न करेंगे तो अब जब पैकेज स्थापित हो गया है तो आइए लाइब्रेरी को R वातावरण में लोड करें एक बार यह हो जाने के बाद हम इस फ़ंक्शन का उपयोग करने में सक्षम होंगे अब हम इस एलएचएस फ़ंक्शन और इसके तर्कों के बारे में बात करते हैं तो मॉडलरुन जिसे हमने अभी परिभाषित किया है फिर कारक पैरामीटर के नाम हैं फिर हमारे पास 1000 नमूना बिंदु हैं जिन्हें हम उत्पन्न करना चाहते हैं और यह हाइपरक्यूब का आकार भी है इस फ़ंक्शन में अंतिम तर्क q और qarg हैं जिन्हें हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं और resnames जिसमें हमारे पास तीन विकल्प हैं इसलिए जैसा कि आपने कैलकुलेटएएचपी मॉडल परिणामों में देखा है हमें तीन विकल्पों के लिए तीन अंक मिले और सिटी सेंटर सबसे अच्छा विकल्प था इसलिए हम केवल ये नाम दे रहे हैं ताकि इसका उपयोग फ़ंक्शन द्वारा किया जा सके आइए इस कोड को चलाते हैं अब हम इस एलएचएस फ़ंक्शन के आउटपुट को डेटा फ्रेम में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो asdataframe इस डेटा फ़्रेम को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फ़ंक्शन है फिर कोड की अगली पंक्ति में यह डेटा जो इस फ़ंक्शन द्वारा मॉडल को चलाने के लिए उत्पन्न किया गया है यहां पैरामीटर किराए की लागत के साथ भी दर्ज किया जा रहा है तो आप पर्यावरण अनुभाग में भी देख सकते हैं कि ये मान p Rentingcosts और हमारे द्वारा अभी बनाए गए डेटा फ़्रेम के अंतर्गत उपलब्ध हैं अब एक बार जब हम आउटपुट जेनरेट कर लेते हैं हाइपरक्यूब जेनरेट कर लेते हैं तो अगला कदम रेंटिंग कॉस्ट पैरामीटर और मॉडल रिजल्ट के बीच सहसंबंध को प्लॉट करना है विकल्पों के लिए हमारे पास ये स्कोर पैरामीटर के संबंध में प्लॉट किए जाने वाले हैं आइए हम इन चरों की श्रेणी को देखें ताकि हम इसे अपने प्लॉट फ़ंक्शन में उपयोग कर सकें तो आइए रेंज को देखें ये सभी रेंज वैसे भी शून्य और एक के बीच होने वाली हैं हालांकि कुछ अन्य चरों के लिए अन्य स्थितियों में यह कुछ अलग हो सकता है इसलिए हमेशा सीमा की जांच करना एक अच्छा अभ्यास है इस मामले में ये सभी श्रेणियां 0 और 1 के बीच हैं तो यह हमें इस बात की पुष्टि देता है कि सीमा के भीतर होने के मामले में सब कुछ ठीक चल रहा है अब हम प्लॉट फ़ंक्शन का उपयोग करने जा रहे हैं जहां पहला तर्क पैरामीटर p Rentingcosts है यह एक्स अक्ष के साथ प्लॉट किया जा रहा है फिर हमारे पास df1 है जो सिटी सेंटर के संबंध में है तो यह लाल रंग में प्लॉट किया जा रहा है फिर हमारे पास ग्रिड फंक्शन है जो सिर्फ ग्रिड बनाएगा फिर हमारे पास लाइन्स फंक्शन है जो y अक्ष पर दूसरे आउटपुट को प्लॉट करेगा जो शॉपिंग सेंटर के संबंध में है फिर फिर से तीसरा लाइन्स फ़ंक्शन होता है जो औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में आउटपुट को प्लॉट करेगा आइए इनमें से कुछ कोड चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां एक प्लॉट तैयार किया गया है अब हम ग्रिड फ़ंक्शन चलाते हैं यह हमें यह समझने के लिए एक निश्चित रेखा बनाता है कि मूल्य कहाँ पड़े हैं आइए लाइन्स फंक्शन चलाते हैं पहला शहर के केंद्र के लिए है और फिर शॉपिंग सेंटर के लिए है और फिर अंत में औद्योगिक क्षेत्र के लिए है अब हम मौजूदा रेंटिंग कॉस्ट वैल्यू के संबंध में मॉडल आउटपुट को भी प्लॉट करेंगे जो हमारे पास है यह लगभग 019 है मॉडल आउटपुट में जैसा कि हमने इस व्याख्यान के पहले भाग में देखा सिटी सेंटर सबसे अच्छा विकल्प निकला इसका मूल्य लगभग 041 था और शॉपिंग सेंटर और औद्योगिक क्षेत्र के लिए अन्य मूल्य 028 और 029 की सीमा के आसपास थे आइए इस किंवदंती को भी चलाते हैं अब हम इस ग्राफिक का विश्लेषण कर सकते हैं तो y अक्ष पर हमारे पास तीन विकल्प हैं सिटी सेंटर शॉपिंग सेंटर और औद्योगिक क्षेत्र किंवदंती में लाल रंग शहर के केंद्र को सौंपा गया है हरा रंग शॉपिंग सेंटर को सौंपा गया है और नीला रंग औद्योगिक क्षेत्र को सौंपा गया है जो काली रेखा आप लगभग 019 देख रहे हैं वह वर्तमान मॉडल परिणाम है इसलिए यदि आप वर्तमान मॉडल परिणामों को देखें तो सिटी सेंटर सबसे अच्छा विकल्प निकला अब यदि हम किराये की लागत का मूल्य 019 से बदलकर लगभग 04 या 04 से अधिक कर दें तो आप देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सबसे अच्छा विकल्प बन जाएगा इसलिए इस विकल्प को बदलने के लिए किराये की लागत में बड़े बदलाव की जरूरत होगी हालांकि एक बार किराये की लागत का भार 04 से अधिक हो जाता है तो औद्योगिक क्षेत्र सबसे अच्छा विकल्प बना रहेगा इस ग्राफ को देखने से हम यह भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि शॉपिंग सेंटर कभी भी सबसे अच्छा विकल्प नहीं होगा इसलिए यदि किराये की लागत का मूल्य लगभग 04 तक है तो सबसे अच्छा विकल्प सिटी सेंटर है और उसके बाद यह औद्योगिक क्षेत्र है इसी तरह हम अन्य इनपुट मापदंडों अन्य मानदंडों के संबंध में भी मॉडल परिणामों की संवेदनशीलता का विश्लेषण कर सकते हैं इस तरह हम यह भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण मानदंड है जिसके लिए मॉडल के परिणाम सापेक्ष अर्थों में संवेदनशील हैं इसलिए इसके साथ हम संवेदनशीलता विश्लेषण पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं और यह आर का उपयोग करते हुए एमसीडीएम तकनीकों के इस पाठ्यक्रम का अंतिम व्याख्यान भी है इस पाठ्यक्रम में हम एएचपी इलेक्ट्रर टोप्सिस विकोर फजी से शुरू होने वाली कई तकनीकों को कवर करने में सक्षम हैं एएचपी और संवेदनशीलता विश्लेषण इसलिए हम एमसीडीएम तकनीकों के एक स्वस्थ हिस्से को कवर करने में सक्षम हैं और प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम निश्चित रूप से एमसीडीएम तकनीकों के एक और सेट को कवर करने के लिए इस पाठ्यक्रम के दूसरे भाग की योजना बनाएंगे तो आशा है कि आपने पाठ्यक्रम का आनंद लिया